छात्रों आपका स्वागत है तो अब हम इस विषय पर कार्यशील पूंजी प्रबंधन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस कक्षा में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान कैसे लगाया जाए किसी भी निर्माण कंपनी की किसी भी फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का आकलन कैसे करें उन्हें अपने कार्य संचालन को सफलतापूर्वक करने के लिए कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है यह प्रक्रिया है और कुछ तकनीकों या कुछ प्रक्रियाओं की मदद से हम आसानी से कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकते हैं और यहां हम विभिन्न तकनीकों और तरीकों के बारे में बात करते हैं कि कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना कैसे करें या कैसे पता लगाएं हम 3 विधियों में से किसी एक का अनुसरण कर सकते हैं तो पहले यहाँ करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड दृष्टिकोण यह बहुत लोकप्रिय दृष्टिकोण है यह बहुत उपयोगी दृष्टिकोण है और अधिकांश फर्मों में इस दृष्टिकोण इस तकनीक का उपयोग फर्म की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है तो यह संक्षेप में या कहें सरल तरीके से इसे ऑपरेटिंग साइकिल की पूरी अवधारणा के बारे में मैं आपके साथ निम्नलिखित भाग में चर्चा करूंगा लेकिन इससे पहले दूसरी विधि रेशों ऑफ सेल्स विधि के बारे में बात करते हैं तो बहुत सरल है कि हम बिक्री का कुछ प्रतिशत ले सकते हैं तय कर सकते हैं कि हम पूरे वर्ष के लिए कितनी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं और उसके प्रतिशत के रूप में उसके अनुपात के रूप में हम यह तय कर सकते हैं कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता इतनी होगी अब यह किया जा सकता है यह ज्यादातर मौजूदा फर्मों और उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के आधार पर किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम एक नई कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो पहली बार अस्तित्व में आ रही है तो वे पहली बार विनिर्माण प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं इसलिए वे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करना चाहते हैं कि उन्हें कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो एक विधि यह है कि वे ऑपरेटिंग साइकिल दृष्टिकोण का पालन करें लेकिन अगर वे इस दृष्टिकोण का पालन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो वे उन फर्मों से रेशों ऑफ सेल्स है इसी तरह अगर बिक्री का हम उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम रेश्यो ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट विधि में कभी कभी सटीक या शायद सही अनुमानों के साथ बिक्री का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है इसी तरह कभी कभी कुछ फर्मों की रेश्यो ऑफ फिक्स्ड असेट्स क्या है

संक्षेप में कहें औपचारिक रूप से चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग साइकिल की आवश्यकता है पहला इनपुट भी आवश्यक हैं जैसे हमें बिजली की आवश्यकता होती है हमें पानी की आवश्यकता होती है हमें मशीनरी संयंत्र और अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए अन्य इनपुट्स को निकालते हैं तो उसका बड़ा हिस्सा सामग्री पर है जो 50 60 है तो सबसे पहले हम कच्चा माल खरीदेंगे तो क्या होगा कच्चा माल खरीदने से पहले हमारे पास नकदी है इसलिए हम उस नकदी का निवेश कर रहे हैं या उस नकदी को कच्चे माल में परिवर्तित कर रहे हैं जब कच्चा माल हमारे पास आता है तो स्टोर में जाता है और निर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे और लगातार स्टोर से आता है कच्चे माल को विनिर्माण प्रक्रिया के लिए जारी किया जाता है इसलिए जब हम इसका निर्माण शुरू करते हैं तो हम कच्चे माल को तैयार उत्पाद में सीधे परिवर्तित नहीं करते हैं लेकिन इसे चरणों के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है इसलिए हम कच्चे माल को वर्क इन प्रोसेस था और फिर वर्क इन प्रोसेस पर बाजार में जाएगा और वह उत्पादन जो क्रेडिट मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग साइकिल को तैयार माल में तैयार माल को नकद पर बिक्री के साथ साथ क्रेडिट में बदल दिया जाता है नकदी का मतलब है कि नकदी हमारे पास है लेकिन क्रेडिट कहा जाता है तो यदि आप इस पीपीटी कच्चे माल के अधिग्रहण और अंतिम नकदी प्राप्ति के बीच के औसत समय को दर्शाता है यह वही है जो मैंने आप को बताया था यह अवधारणा अधिक सटीक रूप से कार्यशील पूंजी निधि आवश्यकताओं को मापती है इसके परिवर्तनों का पता लगाती है और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के इष्टतम स्तर को निर्धारित करती है यानी कार्यशील पूंजी निधि की आवश्यकता इसके परिवर्तनों का पता लगाता है और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का इष्टतम स्तर निर्धारित करता है तो संक्षेप में यह कुल समय अवधि है जो यह बताती है कि नकदी को इन्वेंट्री है और हम पहले चरण में हैं हम नकदी के साथ शुरू कर रहे हैं कच्चे माल को खरीदने के लिए नकदी का उपयोग किया जाता है और फिर वह कच्चा माल स्टोर चरण कहा जाता है फिर वह अंत में संसाधित होता है और अगले चरण पर पहुंचता है जो तैयार माल का चरण है और फिर अगर आप अगले भाग को देखते हैं तो उन तैयार माल को बाजार में जाना होगा और हमें इन तैयार माल को बेचना होगा इसलिए अगर आपको इन तैयार माल को बेचना है तो इसका मतलब है कि उसे नकदी में और आंशिक रूप से अकाउंट्स रिसिवेबल के रूप में बेचा है हम उसे नियत समय में एकत्र करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने नकद निवेश किया और हमें नकदी वापस मिल गई यह कुछ ऐसा है जिसे ऑपरेटिंग साइकिल के 4 चरण हैं कच्चा माल और इन्वेंट्री स्टोर पर होता है फिर हम देना जारी रखते हैं या हम विनिर्माण प्रक्रिया को कच्चा माल जारी करना शुरू कर देंगे और अन्य खर्चों को जोड़कर हम इसे अर्द्ध तैयार चरण अर्ध तैयार प्रक्रिया में बदल देंगे और जिसे डब्ल्यूआईपी या विविध ऋणी में परिवर्तित किया जाएगा तो यह रिसिवेबलस या विविध ऋणदाता रहेगा कुछ समय के लिए या शायद ऋणदाताओं से संग्रह के लिए दी गई समयावधि के लिए या क्रेडिट खरीदारों यानी विविध ऋणदाता को दी गई अवधि के लिए और एक बार ऋण अवधि की समाप्ति पर जब वे कंपनी को भुगतान करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जो नकद निवेश किया है हमें उसे और उस पर लाभ को वसूल करना है तो उस समय अवधि को ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है जिसमें 4 चरण होते हैं और 4 चरणों का मतलब है कि पहला चरण नकदी के निवेश से शुरू होता है और अंतिम चरण नकदी की वसूली के साथ समाप्त होता है तो इसका मतलब है जब आप इसे ऑपरेटिंग साइकिल है तो सबसे पहले सकल ऑपरेटिंग साइकिल में देखा था हमारे पास नकदी के कुल निवेश और नकदी की वसूली के 4 चरण हैं पहला चरण रॉ मैटेरियल कन्वर्जन पीरियड खरीदारों को जो इसे क्रेडिट पर खरीदना चाहते हैं दी गई क्रेडिट अवधि तो कुल योग अगर यह रॉ मैटेरियल कन्वर्जन पीरियड की लंबाई 30 दिन है कुल 30 दिनों में हम नकदी को वापस नकदी में परिवर्तित कर देंगे हम नकदी को वापस नकदी में परिवर्तित करेंगे तो यह ऑपरेटिंग साइकिल पर कच्चा माल खरीदते हैं और 2 महीने या 45 दिन की समाप्ति के बाद आप हमें भुगतान कर सकते हैं तो इसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई क्रेडिट की अनुमति है तो उदाहरण के लिए हमने यहां सकल ऑपरेटिंग साइकिल अवधि की अनुमति दे रहे हैं इसलिए हम उन्हें 20 दिनों के बाद भुगतान करेंगे और अगले 10 दिनों के बाद हम कुल निवेश को वापस नकदी में बदल देंगे

ऑपरेटिंग साइकिल है जो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के थोक खरीदार हैं उनका कच्चा माल अलग अलग आपूर्तिकर्ताओं से आता है और एक आपूर्तिकर्ता जो एक बहुत बड़े आकार का आपूर्तिकर्ता नहीं है वह एक ही खरीदार को अपने कुल उत्पादन की आपूर्ति करता है तो उस मामले में वह बहुत सहज है कि जो कुछ भी वह उत्पादन कर रहा है उसके उत्पादन का 100 किसी अन्य कंपनी को कच्चे माल के रूप में जा रहा है और उसे अन्य ग्राहकों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब है कि वह सुरक्षित है वह शांत है और वह उस बड़े खरीदार के साथ व्यापार करने में भी बहुत खुश है जो उस आपूर्तिकर्ता से और शायद कई अन्य आपूर्तिकर्ताओं से खरीद रहा है तो उस मामले में उस बड़ी कंपनी की एकमात्र आवश्यकता है कि वे एक लंबी क्रेडिट अवधि चाहते हैं वे एक लंबी क्रेडिट अवधि चाहते हैं अब उदाहरण के लिए आप भारत में कार उद्योगों के बारे में बात करते हैं और हम सुजुकी मोटर्स तो इसका मतलब है कि जब आप सुजुकी मोटर्स का कर रही है

अन्य सभी इनपुट छोटे आपूर्तिकर्ताओं या विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से आ रहे हैं उदाहरण के लिए एक कार के निर्माण के लिए हमें स्टील के पुर्जों का निर्माण कोई और कर रहा है कोई और कांच का निर्माण कर रहा है कोई और निर्माण कर रहा है तो इसका मतलब है कि मारुति सुजुकी कह सकते हैं जो खिड़की के शीशे को लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो लगाने के लिए ताकि यह अटका रहे और दरवाजे पर भी इनका उपयोग किया जाता है ताकि दरवाजा ठीक से बन्द हो जाए और कार के अंदर लोग आराम से जा सकें कोई हवा भीतर और बाहर नहीं जा सकती है तो कोई कंपनी उदाहरण के लिए रबर के पार्ट्स अवधि चाहते हैं हम 60 दिनों के बाद आपको भुगतान करेंगे यह कोई समस्या नहीं है आप हमें 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के लिए बेच सकते हैं और आपकी 60 दिनों की ब्याज लागत आप उस कीमत में जोड़ सकते हैं जो हम आपको भुगतान करेंगे तो 60 दिनों के बाद हम आपको आपके बिल का या आपके चालान का भुगतान करेंगे हम आपको भुगतान करेंगे जो कि मूल जमा ब्याज है इसलिए आप इसे कुल मूल्य में जोड़ देते हैं जो आप हमें कोट 60 दिन है और उदाहरण के लिए इस मामले में मान लीजिए सभी आपूर्तिकर्ताओं से उन्हें हां मिलती है स्टील फिर आपका गिलास आपके रबर के पुर्जे आपके पहिए आपके टायर 50 दिन निकलती है और वे सभी इनपुट बाजार में जा रहा है वे उसे 50 दिनों में नकदी में परिवर्तित कर रहे हैं जबकि उनके सभी आपूर्तिकर्ताओं को वे 60 दिनों के बाद भुगतान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुल भुगतान जो वे 100 कारों की विनिर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में निवेश कर रहे हैं केवल 50 दिन लग रहे हैं और वे बाजार में बेच रहे हैं कुल धन 50 दिनों के भीतर वापस ले रहे हैं और उन्हें उनके सभी आपूर्तिकर्ताओं को 2 महीने के बाद भुगतान करना है तो इसका मतलब है कि मारुति नकारात्मक भी हो सकता है लेकिन सकल ऑपरेटिंग साइकिल की कुल अवधि से अधिक हो तो हमारे पास यहाँ समीकरण है आखिरी समीकरण जो कि आर टी

तो इसका मतलब है कि इसका कुल ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में लेकिन आप सीधे नेट ऑपरेटिंग साइकिल हैं कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक 3 प्रमुख इनपुट ये हैं इसलिए हमने देखा है कि हमने अवधि की गणना सप्ताह में की है तो एक रॉ मैटेरियल कन्वर्जन पीरियड उदाहरण के लिए मान लीजिए इस कंपनी को 1 सप्ताह की अनुमति है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के लिए नेट ऑपरेटिंग साइकिल की गणना कर सकते हैं जो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अब हम इस बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल हैं और उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल को छोटा करना होगा ताकि कंपनी बाजार में अधिकतम व्यापार अधिकतम उत्पादन और बाजार में बिक्री करने में सक्षम हो लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल की लंबाई कई कारकों पर निर्भर करती है यह हमेशा कंपनी के हाथ में नहीं होता है कभी कभी विनिर्माण प्रक्रिया इतनी होती है कि न्यूनतम समय देने की आवश्यकता होती है यदि आप न्यूनतम समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं यदि आप न्यूनतम समय नहीं ले रहे हैं तो उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है इसलिए उत्पाद को एक गुणवत्ता वाले उत्पाद के रूप में बनाने या कच्चे माल को तैयार गुणवत्ता वाले उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए हमें न्यूनतम समय लगाना होगा क्योंकि उस तैयार इकाई के पकने में समय लगता है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां हैं हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं लेकिन न्यूनतम समय की आवश्यकता है केवल बात यह है कि हम अपव्यय पर बचा सकते हैं हम उपलब्धता पर बचत कर सकते हैं या हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि बिजली की तरह इनपुट की नियमित आपूर्ति सीमित कारक है कभी कभी आपका पानी सीमित कारक होता है कभी कभी आपका श्रम सीमित कारक होता है कभी कभी एक विशिष्ट प्रकार का कच्चा माल सीमित कारक होता है यदि ये सीमित कारक हैं तो कोई भी इसमें मदद नहीं कर सकता है इस तथ्य के बावजूद कि हम ऑपरेटिंग साइकिल को लंबा करते हैं कहो क्या कारण हैं आवश्यकताओं से अधिक या कम सामग्री की खरीद इसी तरह हीन या दोषपूर्ण सामग्री खरीदना फिर व्यापार या नकद छूट प्राप्त करने में विफलता सीजन प्राप्त करने में असमर्थता ये कुछ कारण हैं जिनकी पहचान की गई है यदि हम ऑपरेटिंग साइकिल को छोटा करना चाहते हैं तो हमें यह करना होगा कि हमें इन कारणों को दूर करना होगा और यदि हम इन कारणों को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते हैं तो हम इन कारणों के प्रभाव को कम कर सकते हैं उदाहरण के लिए कम आवश्यकता में कच्चे माल की खरीद हमारे पास पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए और खरीद प्रक्रिया इस तरह होनी चाहिए कि कच्चा माल हम खरीद रहे हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं कम भी नहीं हम कच्चे माल की एक इष्टतम मात्रा खरीद रहे हैं ताकि उत्पादन प्रक्रिया की निरंतरता का आश्वासन दिया जा सके इसी तरह यदि आप एक दोषपूर्ण कच्चा माल या घटिया कच्चा माल खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रक्रियाओं में अधिक समय लगेगा और उस कच्चे माल को तैयार उत्पादों में जल्दी से जल्दी बदलना बहुत मुश्किल होगा इसी तरह जब आप नकद या व्यापार छूट प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं जहां हम अधिक कीमत चुका रहे हैं तो यह हमारे लिए महंगी खरीद बन जाएगी और यदि आप अधिक राशि का निवेश कर रहे हैं तो आपको बाजार से उस अधिक राशि की वसूली करनी होगी इसलिए इसमें कुछ समय लग सकता है इसलिए हमें इन कारणों को दूर करना होगा और यदि हम पूरी तरह से नहीं हटा रहे हैं लेकिन इन कारणों के प्रभाव को कम कर रहे हैं तब भी हम ऑपरेटिंग साइकिल की अवधि को कम कर पाएंगे और फिर अंत में इसे कैसे कम किया जाए उचित खरीद प्रबंधन हमें यह ठीक से पहचान लेना चाहिए कि कच्चा माल कहां उपलब्ध है कच्चे माल की जगह से उपयोग की जगह जो कि विनिर्माण इकाई है तक पहुंचने में कितना समय लगता है और अगर यह कृषि आधारित उत्पाद या कच्चा माल कृषि उत्पाद पर आधारित है एक तरह का कृषि उत्पाद है तो उस मामले में सीज़न के दौरान खरीदना बेहतर है क्योंकि यह उस समय बहुत सस्ता है और सामग्री की एक अच्छी गुणवत्ता खरीदी जा सकती है उदाहरण के लिए आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे पेप्सी के बारे में बात करते हैं

आईटीसी के दौरान खरीद रहे हैं वे इसे स्थायी स्रोतों से खरीद रहे हैं वे उन्हें अच्छी गुणवत्ता का आउटपुट और संग्रह नीतियां बाहरी वातावरण की उचित निगरानी मानव संसाधन प्रबंधन यदि हमारे पास कुशल मानव संसाधन हैं यदि हमारे पास प्रशिक्षित मानव संसाधन हैं और फिर प्लांट की अवधि को कैसे छोटा कर सकते हैं और अगर हम इन सभी कारकों और इन सभी बातों का ध्यान रख रहे हैं तो क्या होगा कि अंततः वह समय अवधि हमारे हाथों में होगी और इसे छोटा किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि कुछ कारकों को ध्यान में रखना होगा मौसमी बदलाव बिक्री पूर्वानुमान की सटीकता निवेश लागत बिक्री में परिवर्तनशीलता ऑपरेटिंग साइकिल बदलाव का ध्यान रखा जा सकता है और अगर मांग का पूर्वानुमान सही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ऑपरेटिंग साइकिल की अवधारणा की शुरुआत है ऑपरेटिंग साइकिल क्या है और यह कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के आकलन में कैसे मदद करता है ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कई अन्य बातें और ऑपरेटिंग साइकिल की गणना कैसे करें यह हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे